ठीक है अब हम इन चीजों पर वापस आते है तो आगे B12 है जब p1q2 तो B12 cos 1 2 V1V2cos 1cos 2 K1NBRAK1AK2RK इस पद का विस्तार करें और सभी मान ज्ञात है आपके पास सभी डेटा मौजूद है आप प्रति स्थापित करे और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 12 14 मिलेगा ये समान है तो cos1 2 cos 0 10 और A120जो हमने देखा है तो ये सब डेटा आप यहाँ रखें यदि आप यहाँ रखते है तो आपको B120002928 pu मिलेगा तो सभी मान हमें प्रति इकाई में मिलाक्योंकि सभी धारा फिर प्रति बाधा सभी चीजें प्रति यूनिट मे दिया गया था तो यह प्रति यूनिट है ठीक अब आधार MVA 100 MVA दिया गया है तो आपको वास्तविक मात्रा के रूप मे इसके सही मान का पता लगाना है मैंने आपको बताया था कि यह B गुणांक आयाम MW 1 है जो कि प्रति यूनिट है यह सभी प्रति यूनिट है तो इसीलिए यह B11 जो भी आपको मिला है उसे 100 MVA बेस से विभाजित करना है गुणा मत करें ठीक है इस चीज़ को 100 से विभाजित करना है और उसके बाद ही यह मूल यूनिट MW 1बनेगी तो B गुणांक के प्रति यूनिट मान को आधार MVA द्वारा विभाजित किया जाना चाहिए यह आपको MW 1 देगा तो B11B12 और B22 ये सभी मानें है वास्तविक मात्रा में या वास्तविक यूनिट MW 1 मे B11002485×10 2MW 1B2200175510 2MW 1B12000292810 2MW 1 ठीक तो अब इस विषय के लिए यह अंतिम उदाहरण है ठीक है तो तीन विद्युत् उत्पादक स्टेशन पॉवर नेटवर्क में क्रमशः P1100 MW P2100 MW और P3400 MW पॉवर की आपूर्ति कर रहे है तोनेटवर्क में ट्रांसमिशन लॉस और dPLossdPi के मान की गणना करें यह गुणांक B11001B22003B120001B2300004 and B31 0001 दिया गया है B12B21 ये सामान है B23B32 ये सामान होंगे और B31 और B13ये एक ही होंगे ठीक तो आपको PLoss यह चीज ट्रांसमिशन लॉस और dPLossdPi के मान का पता लगाना है ठीक तो समीकरण 86 से लॉस सूत्र है PLossp1mq1mPpBpqPq हमने सामान्य सूत्र दिए है हमने प्राप्त भी किया है ठीक और बस बार की संख्या 3 है तो m3 क्योंकि कुल जेनरेटिंग प्लांट्स तीन है P1P2P3 तो m3 तो अब आप इसका विस्तार करे आप इसे विस्तार करे तो PLossp13q13PpBpqPqP12B11P1B12P2P1B13P3P2B21P1P22B22P2B23P3P3B31P2P3B32P2P3 2B23 सभी B गुणांक ज्ञात है और दिया गया है तो आप सभी मानों को प्रति स्थापित करे ठीक तो आप सभी को प्रति स्थापित करते है सभी 100 MVA बेस पर है तो P1100 MW10 puP2200MW20 puP3400 MW40 pu तो प्रति स्थापित करे और गणना करे आपको PLoss07734 pu प्राप्त होगा अबइंक्रीमेंटल लॉस यह चीज प्लांट से संबंधित है dPLossdPqp132 BpqPp यह अभिव्यक्ति भी हमने देखी है ठीक अब इस स्थिति मे आप q123 इस तरह रखें तो आपको यह अभिव्यक्ति मिलेगी dPLossdP12P1B112B21P22B31P30016 dPLossdP22P2B222B22P12B32P301252 dPLossdP32P3B332B13P12B23P203196 ठीक तो यह इस इकॉनोमिक लोड डिस्पैच अध्याय का अंतिम उदाहरण है यह एक लंबा है लेकिन चीजें बहुत सरल है ठीक है केवल एक चीज यह है कि थोड़ा सा अभ्यास करें यदि आप इसे बनाते हैं तो चीजें आपके लिए सही होंगी ठीक है तो अब आगे हम फॉल्ट स्टडीज देखेंगे तो वास्तव में सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट है अब सामान्य रूप से फॉल्ट अध्ययनों में हमारे पास सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट है फिर हमें सिमेट्रिकल कम्पोनेंट्स और फिर असंतुलित फॉल्ट के बारे में अध्ययन करना है आम तौर पर इस सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट के लिए एक या दो उदाहरण लेंगे मेरा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि Z बस एल्गोरिदम का निर्माण कैसे किया जाता है निश्चित रूप से आपका लाइन से ग्राउंड फॉल्ट लाइन से लाइन फॉल्ट या डबल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट की तुलना में सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट होने की संभावना बहुत कम है लेकिन ज्यादा गंभीर फॉल्ट सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट है ठीक इसलिए जो कुछ भी यहाँ है हम क्या करेंगे हम कुछ देखेंगे और एक या दो उदाहरण हम फॉल्ट अध्ययनों पर लेंगे ठीक है जैसा कि आमतौर पर साहित्य में कई व्युत्पत्तियां उपलब्ध हो सकती हैं तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉल्ट धाराओं की गणना कैसे करें ठीक है और फिर सीधे हम उस z बस बिल्डिंग एल्गोरिदम के लिए जाएंगे क्योंकि यह फॉल्ट बहुत दुर्लभ है तो अधिक हम सिमेट्रिकल कम्पोनेंट्स और विशेष रूप से पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करेंगे ठीक और कैसे इन चीजों को बनाते है इसपर भी देखेंगे और फिर असंतुलित फॉल्ट जैसे कि लाइन से ग्राउंड डबल लाइन से ग्राउंड और फिर लाइन से लाइन फॉल्ट के बारे में जानेंगे ठीक इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि अगर फॉल्ट हैअगर किसी बस में कोई फॉल्ट है तो नेटवर्क कैसे हल किया जा सकता है ठीक और कुछ उदाहरण भी देखेंगे तो इस प्रकार की फॉल्ट को सभी तीनों फेजों में एक साथ शॉर्ट सर्किट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इस प्रकार की फॉल्ट होना बहुत दुर्लभ है लेकिन एक संभावना है की ऐसा हो सकता है ठीक इस प्रकार की फॉल्ट अक्सर नही होती है और संभावना बहुत कम होती है तो हमारी एकाग्रता असंतुलित फॉल्ट पर ज्यादा होगी लेकिन हम पहले सिमेट्रिकल कम्पोनेंट्स को देखेंगे उदाहरण के लिए जब एक यांत्रिक खोदक मशीन से के माध्यम से पूरी केबल जल्दी से कट जाता है यह एक 3 फेज फॉल्ट उत्पन्न कर सकता है ठीक है और जब एक लाइन जिसे रखरखाव के लिए सभी तीनों फेजों को भूमि से बंद करके सुरक्षित किया गया है गलती से जीवित हो जाता है यह भी हो सकता है यह वास्तव में हो सकता है और यह भी 3 फेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा ठीक है एक और बात यह है कि भूमि पर धीमी गति से फॉल्ट निकालने के कारण फॉल्ट दो अन्य फेजों में भी फैल जाता तो इस स्थिति में भी 3 फेज फॉल्ट हो सकती है इस प्रकार की फॉल्ट वास्तव में सबसे गंभीर फॉल्ट धारा प्रवाह की ओर ले जाती है जिसके कारण इस धारा के विरुद्ध मे सिस्टम को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब है फॉल्ट धारा बहुत अधिक है ठीक तो फॉल्ट का अध्ययन वास्तव में पावर सिस्टम विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण भाग है आपको इसका अध्ययन करना है और फॉल्ट के दौरान बस वोल्टेज और लाइन धारा का निर्धारण करना इस प्रकार की समस्या शामिल है तो इसका मतलब है आपकी 3 फेज फॉल्ट एक बहुत ही गंभीर प्रकार की फॉल्ट है ठीक है इस जानकारी का उपयोग आपका सेट फेज रिले का चयन के लिए किया जाता है इसलिए सर्किट ब्रेकर्स का उचित चुनाव और सुरक्षात्मक रिलेइंग के लिए फॉल्ट अध्ययन का उपयोग किया जाता है क्योंकि आपको फॉल्ट धारा चीज के आधार पर आपको सर्किट ब्रेकर रेटिंग चुनने के लिए जाना है लेकिन यहाँ हम रिले का और सर्किट ब्रेकर का अध्ययन नहीं करेंगे वे अलग विषय है ठीक तो एक पावर सिस्टम नेटवर्क वास्तव मे आपके सिंक्रोनस जेनरेटर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन और लोड को शामिल करता है इसलिए फॉल्ट के दौरान वास्तव में लोड धाराओं की उपेक्षा की जा सकती है क्योंकि वोल्टेज कम होती है बहुत कम होती है इसलिए लोड द्वारा खींचा गया धारा फॉल्ट धारा की तुलना में उपेक्षित किया जा सकता है ठीक क्योंकि वास्तव में फॉल्ट धारा बहुत अधिक होती है इसलिए फॉल्ट के दौरान लोड धाराएँ उपेक्षित की जा सकती है ठीक तो फॉल्ट धारा का परिमाण सिंक्रोनस जेनरेटर के आंतरिक प्रति बाधा पर निर्भर करता है यह सही है और बीच सर्किट की प्रति बाधा ठीक है मेरा मतलब है कि फॉल्ट के दौरान अगर आपके पास फॉल्ट प्रति बाधा भी है तो आपको विचार करने की आवश्यकता है तो जेनरेटर गति विधि को तीन अलग अलग पीरियड्स में विभाजित किया जा सकता है एक सब ट्रांजिएंट है जो केवल पहले कुछ साइकल्स के लिए ही है ट्रांजिएंट पीरियड अपेक्षाकृत लंबे समय तक और फिर स्टीडी स्टेट पीरियड इसलिए जेनरेटर गति विधि के लिए तीन अलग अलग पीरियड्स है तो एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपका सर्किट ब्रेकर रेटेड MVA है रेटेड MVA ब्रेकिंग कैपेसिटी 3 फेज फॉल्ट MVA पर आधारित है क्योंकि यह गंभीर फॉल्ट है तो 3 फेज फॉल्ट गणना के लिए निम्नलिखित धारणाओं को हमें लेना है पहली चीज सभी जेनरेटर के emf 1∠0pu है यह धारणा हमारे विश्लेषण को आसान बनाएगी ये धारणाएँ समस्या को सरल बनाती है मतलब वोल्टेज अपने नॉमिनल मान पर है और सिस्टम का परिचालन फॉल्ट के समय बिना किसी लोड पर हो रहा है तो हम मान रहे हैं कि सभी जेनरेटर के emfs 1∠0pu है और चूंकि सभी emf's इएमएफ्स समान और फेज मे है तो सभी जेनरेटर को एक ही जेनरेटर द्वारा बदला जा सकता है ठीक यह भी संभव है क्योंकि सभी वोल्टेज हम 1∠0pu और एक ही फेज कोण मान रहे हैं सभी को एकल जेनरेटर द्वारा दर्शाया जा सकता है एक और चीज आपकी चार्जिंग कैपेसिटेंस है जिसे हमने लोड फ्लो अध्ययनों मे भी अध्ययन किया है और इसके कैपेसिटेंस अध्याय मे भी अध्ययन किया है तो यहाँ ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग कैपेसिटेंस को उपेक्षा किया जाता है हमने उपेक्षा किया है और ट्रांसफार्मर मॉडल मे शंट एलिमेंट्स की भी उपेक्षा की है जो कि पाई मॉडल है हमने लोड फ्लो अध्ययन मे भी देखा है कि शंट मॉडल ट्रांसफार्मर मॉडल की उपेक्षा की जाती है तो इस धारणा के आधार पर Z बस बिल्डिंग और इस संख्यात्मक पर जाने से पहले आपके लिए सिर्फ एक या दो उदाहरण लेते है सिर्फ फॉल्ट अध्ययन उदाहरण के लिएएक चार बस सैंपल पॉवर सिस्टम चित्र 1 में दिखाया गया है मैं आपको 3 फेज सॉलिड फॉल्ट लिए शॉर्ट सर्किट का विश्लेषण दिखाऊंगा इसका मतलब है कि हम मान लेंगे कि फॉल्ट प्रति बाधा बस 4 पर 0 है तो डेटा नीचे दिए गए है G1 112 kV 100 MVA xg1008 pu G2112 kV 100 MVAxg2008 pu ठीक यह आरेख ट्रांसफार्मर T1 है और ट्रांसफार्मर T2 वहाँ है तोT111110 kV 100 MVA xT1006 pu और T211110 kV100MVA xT2006 pu आप पूर्व फॉल्ट वोल्टेज 10 pu और पूर्व फॉल्ट धाराओं को 0 मान ले तो यह आरेख है यह वही चीज है जो वास्तव मे यहाँ लिखी गई है यहाँ जो भी लिखा गया है वही चीज यहाँ लिखी गई है तो यह आरेख है और ये 'r' आपके उपेक्षित है तो सभी ब्रांच रिएक्टेंस दी गई है लेकिन ये प्रति बाधा है ठीक है अब यहाँ फॉल्ट हुई है इस बिंदु पर यहाँ फॉल्ट हुई है तो आपके पास यह चित्र 4 है यदि यह फॉल्ट यहाँ हुई है तो आपको समतुल्य आरेख का प्रतिनिधित्व करना है ठीक तो फॉल्ट गणना के लिए आपका सर्किट मॉडल इस जेनरेटर का रिएक्टेंस xg1 xg2 दिया गया है ट्रांसफार्मर xT1 xT2दिया गया है तो यह जेनरेटर 1 है जब फॉल्ट हुई हैयह ग्राउंडेड है तो j 008 जेनरेटर और ट्रांसफार्मर यहाँ भी जेनरेटर और ट्रांसफार्मर ये रिएक्टेंस को लिया गया है इन सभी चीजों को लिया गया है और फॉल्ट बस 4 पर हुई है ठीक है यह फॉल्ट प्रति बाधा Zf0 और इसके माध्यम से जाने वाली धारा If है और यह सभी जेनरेटर 1 जेनरेटर 2 ट्रांसफार्मर वास्तव मे इन सभी को उनके समतुल्य द्वारा दर्शाए गए है यह V40 है ठीक यह वोल्टेज 1∠0 वास्तव मे यहाँ नहीं दिखाया गया है अगला चित्र यह दिखाया गया है जो कि आपका पूर्व फॉल्ट वोल्टेज है और यह आपकी Zf0 फॉल्ट प्रति बाधा है तो इस पूरे नेटवर्क को आपको सरल बनाना है और फिर आपने फॉल्ट के दौरान क्या किया है कि सभी जेनरेटर को उसके रिएक्टेंसो से प्रतिनिधित्व किया है ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस भी वहाँ है जिसे भी आपको बनाना है और यहाँ फॉल्ट हुई है ठीक है इसका मतलब है कि इस पर वोल्टेज एक पूर्व फॉल्ट वोल्टेज था यही कारण है यह V40 फॉल्ट प्रति बाधा के सीरिज़ में होना चाहिए और यहाँ यह सॉलिड फॉल्ट है तो Zf0 वहाँ है तो अब बाद में हम थेवनिन एकुइवेलेंट देखेंगे ठीक यह आपका समतुल्य आरेख है तो यह आरेख इस आरेख को देखे ये दोनों वास्तव मे सीरिज़ मे हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो यह 02 010 ये दोनों सीरिज़ मे है इसलिए यदि आप इसे जोड़ते है तो यह 03 होगा ठीक है यह 03 होगा और फिर यह 03 वहाँ j02 j01 है और 03 02 के साथ समानांतर में हैं इस ब्रांच को यदि आप समतुल्य 1 लेते हैं तो यह वास्तव में j 012 हो जाएगा इसलिए मैंने इन दोनों को जो किया है वह सीरिज़ मे है आप इसे जोड़ते हैं और यह j 03 हो जाएगा और इसके साथ j 02 समानांतर में हैं तो आपके द्वारा लिया गया ये दो समानांतर समतुल्य वास्तव में j 012 हो जाएगा ठीक है और फिर यह आपका बस 3 समाप्त हो गया है इसका मतलब है इस नेटवर्क मे अब बस 3 नहीं है क्योंकि यह समाप्त हो गया है ठीक है तो बस 2 4 से 2 01 लाइन प्रति बाधा के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो j 01 वहाँ है और इन दोनों को जोड़ा जाता है तो j 014 इन दोनों को जोड़ दिया गया है j 014 तो यहाँ बस 2 यह यहाँ से जुड़ा हुआ है तो j 014 ठीक और यह V401∠0 है अबपहली चीज यह है कि ये दो जेनरेटर ग्राउंडेड है इसका मतलब है कि ये दोनों समानांतर है तो यहाँ यह धारा I1fहै और यहाँ I2f है आप इसे फॉल्ट के दौरान प्रवाहित होने वाली धारा कहते और यह बस 4 है और यह एक डेल्टा कनेक्शन है जो एक सामान ग्राउंड बनाते है तो j 014 बिंदु ये दोनों समानांतर है और यह डेल्टा कनेक्शन पहले आप इसे स्टार मे परिवर्तित करते है ठीक है मैं आपको डेल्टा को स्टार या स्टार को डेल्टा नहीं बताता हूँ आप इसे जानते है ठीक तो यह वोल्टेज V401∠0 है यह फॉल्ट की ओर जाने वाली धारा है क्योंकि फॉल्ट प्रति बाधा 0 है तो यह यहाँ नहीं दिखाया गया है इसका मतलब है यदि आप सरल करते है इसे डेल्टा से स्टार बनाते है तो j 014 वहाँ होगा और यह ब्रांच j 00375 होगी यह j 00375 है और यह j 003125 है तो ये दोनों सीरिज़ मे है और दोनों को एक साथ जोड़ते है वे समानांतर में इसके समतुल्य बनाते है ठीक है तो आपको अंततः j 012 मिलेगा इसका मतलब है हम j 014 और j 00375 को जोड़ते है आप इसे जोड़ते है दोनो समान है वास्तव मे इसे समानांतर बनाते है तो जो भी आएगा वह आधा होगा तो कुल j 012 आएगा ठीक तो अब आपका If V40Z के बराबर होगा जहाँ V40 पूर्व फॉल्ट वोल्टेज है तो अब 1∠0j012 j833 pu तो यह फॉल्ट धारा है अब प्रत्येक ब्रांच के लिए फॉल्ट वास्तव मे बस 4 मे हुई है इसलिए V4f00 फॉल्टेड बस मे वोल्टेज 0 है अब I24V2f V4f j01004169j010 j4169 pu ठीक तो इस स्थिति मे आपका V थोड़ा रुकिए यह कहीं मिला हुआ है अब फॉल्ट धारा यह आपकी फॉल्ट धारा है अगला आपका I1fI2f j833×j01775j0177501775 j4165 pu इसलिए I1fEg10 V1f j014 j4165 pu तो इस आरेख को देखें यदि आप इस आरेख को देखते है यदि आप मानते है कि जेनरेटर वोल्टेज Eg1 है तो यह Eg10 होगा यह चीज़ पूर्व फ़ॉल्ट वोल्टेज माइनस V1f भागा j 014 I1f के बराबर है और यह I1fI2f j4165 pu के बराबर है तो Eg101∠0ठीक तो इसे यहाँ रखें और आपको V1f04169 pu मिलेगा इसी तरह यदि आप V2f के लिए जाते है और आप गणना करते हैं तो 04169 pu मिलेगा क्योंकि V2f के स्थिति में यह Eg20 V2f j014होगा आपको I2fI1f j4165 pu के बराबर मिलेगा तो आपको एक ही मान मिलेगा ठीक तो अब अगला आपका V4f है तो बस 4 पर फॉल्ट वोल्टेज जीरो है क्योंकि फॉल्ट बस 4 पर ही हुई है तो V4f00 इसका मतलब I24V2f V4fj01 j4169 pu इसी प्रकार I21V2f V1fj0200 ठीक इसी प्रकार I2fI24I21I23 ठीक यदि आप इस आरेख पर आते है तो I2f आप यहाँ किर्छोफ की प्रथम नियम उपयोग करे यह I24I23I21 होगा ठीक तो आपको I23j0004 pu प्राप्त होगी तो यह आपका I23 है आगे है इसी प्रकार आपका I23V2f V3fj010j0004 इसलिए V3fV2f j0004×j01004169j000404173 pu ठीक है इसी प्रकार I13V1f V3fZ1304169 04173j020 j0002 pu ठीक तो आपका यह चीज जिसे आप शॉर्ट सर्किट MVA कहते है बस 4 पर फॉल्ट धारा गुणा MVA बेस मतलब IfMVAbase833×100833 MVA ठीक तो फॉल्ट अध्ययन से पहले यह एक उदाहरण है वास्तव मे 3 फेज फॉल्ट के लिए बड़ी प्रणाली के लिए शॉर्ट सर्किट विश्लेषण और आपका Z बस एल्गोरिदम के लिए जाएँगे तो यह आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है तोकई अन्य छोटी चीजें आपके 3 फेज फॉल्ट के लिए थी तो अब मुझे लगता है कि इस भाग सिमेट्रिकल कम्पोनेंट्स और असंतुलित फॉल्ट पर अधिक महत्व देना चाहिए विशेष रूप से पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस आरेख और उनके कनेक्शन विशेष रूप से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आरेख अब शॉर्ट सर्किट विश्लेषण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक n बस पावर सिस्टम है मतलब बस 1 बस 2 बस n है यह rth बस है ठीक है तो यह आपके लिए एक पावर सिस्टम का योजनाबद्ध आरेख है और ये जेनरेटर 1 जेनरेटर 2 है और यह rth जेनरेटर है और यह जेनरेटर n है ठीक है अब आप लोड फ्लो अध्ययनों का उपयोग करके पूर्व फॉल्ट बस वोल्टेज और लाइन धारा प्राप्त करने के लिए वास्तव मे शॉर्ट सर्किट अध्ययन के लिए पहला स्टेप मान लेते हैं तो पूर्व फॉल्ट बस वॉल्टेज इसे VBUS0V10 V20 Vr0 Vn0 के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ठीक तो ये पूर्व फॉल्ट बस वॉल्टेज है अब बाद मे हम क्या करेंगे यह आपकी बस r एक फाल्टेड बस है Zf फॉल्ट प्रति बाधा है आप मानते हैं कि Zf फॉल्ट प्रति बाधा है तो पोस्ट फॉल्ट बस वोल्टेज वेक्टर VBUSfVBUS0V के रूप में दिया जाता है क्योंकि जब फॉल्ट वहाँ होती है तो वोल्टेज बदल जाएगा तो आपको V प्राप्त करना है यह समीकरण 2 है तो V वेक्टर फॉल्ट के कारण बस वोल्टेज में बदलता है और यह दिए गए है VV1 V2 Vn यह समीकरण 2 a के रूप में दिया गया है तो अब हमें सिस्टम का थेवनिन नेटवर्क करना है तो जब हम इस नेटवर्क के थेवनिन समतुल्य लेते है तो मान ले कि बस r पर फॉल्ट हुई है और बस r एक फॉल्टेड बस है ठीक है तो यह चित्र 3 है तो जेनरेटर के साथ सिस्टम के थेवनिन नेटवर्क को उनके emfs इएमएफ्स के साथ ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसो द्वारा बदल दिया जाता है जिस तरह से हमने उदाहरण 1 किया जिस तरह से हमने पहली समस्या के लिए किया था तो सभी चीजें केवल जेनरेटर xg1xg2 और xgn और xgr डैश से प्रतिनिधित्व होती है यह सभी चीजें और फॉल्ट बस r मे हुआ है तो यह Vr0 आपके पूर्व फॉल्ट वोल्टेज है ठीक है और जब वहाँ फॉल्ट प्रति बाधा Zf है तो यह Vrf यह Zf Vr के साथ सीरिज़ मे है और फॉल्ट धारा If है तोयह एक थेवनिन समतुल्य है ठीक है जब भी बस मे फॉल्ट हुई है तो विशेष रूप से वह फॉल्टेड बस मे आप वोल्टेज Vr0 मानते है और यदि फॉल्ट प्रति बाधा है तो मूल रूप से हम Vr0 कहते है क्योंकि यहाँ माइनस है ध्रुवीयता यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है फॉल्ट धारा नीचे जा रही है और इसका मतलब है कि यह Zf के साथ सीरिज़ मे है और सभी जेनरेटर को आप ट्रांजिएंट या सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस द्वारा प्रति स्थापित करते है जहाँ emf इएमएफ शॉर्ट सर्किट होता है इसलिए जेनरेटर emf यहाँ नहीं आ रहा है ठीक है और केवल फॉल्ट उस बस r पर हुआ है तो वह Vr0 पूर्व फॉल्ट वोल्टेज है तो इस तरह से आप अपने थेवनिन नेटवर्क को प्रतिनिधित्व करते है यह If धारा दिशा यहाँ लिया जाता है इसका मतलब है कि इस बस r मे इंजेक्टड धारा Ifहोगा क्योंकि फॉल्ट धारा यहाँ जा रही है ठीक है तो यह चित्र 3 है तो इसका मतलब है आप निष्क्रिय थेवनिन नेटवर्क को Vr0 के साथ उत्तेजित करते है जो कि Zf के साथ सीरिज़ मे है इसलिए आप VZBUSCf लिख सकते है Cf वास्तव मे धारा है मैं उस पर आऊंगा ठीक जहाँ ZBUS निष्क्रिय थेवनिन नेटवर्क का बस प्रतिबाधा मैट्रिक्स है तो आपको ZBUS और इस नेटवर्क की आवश्यकता है यह वास्तव मे इस निष्क्रिय नेटवर्क का एक बस प्रति बाधा है यह वास्तव मे दिया गया है जो कि आपका ZBUSZ11 Z12 Z21 Z22 Z1n Z2n Zn1 Zn2 Znn द्वारा दिया गया है मेरा मतलब है कि Y मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ZBUS देगा तो यह ZBUS मैट्रिक्स है और Cf बस धारा इंजेक्शन वेक्टर है ठीक है इसलिए नेटवर्क वास्तव मे If धारा के साथ केवल rth बस मे इंजेक्ट किया जाता है इसका मतलब है जब आप इस समतुल्य नेटवर्क को लेते हैं तो केवल इस धारा को इंजेक्ट किया जाता है अन्य सभी धाराएँ 0 होती है तो इसका मतलब है Cf आपका बस धारा इंजेक्शन वेक्टर है और माइनस के साथ इंजेक्ट धारा होता है क्योंकि यह आपकी फॉल्ट धारा नीचे की ओर जाती है तो अगर यह 3 फेज ग्राउंड फॉल्ट है तो आपकी धारा इस तरफ जा रही है ठीक है तो एक इंजेक्टेड धारा -If होगा तो इसका मतलब है केवल rth बस के लिए यह समीकरण है यदि आप इस समीकरण को लिखते है तो यह धारा वेक्टर मतलब यह आपका धारा है मैंने Cf के बजाय C लिया है तो Cf0 0 Irf If 0 उस आकृति पर धारा इंजेक्शन rth बस को छोड़कर 0 है Irf If यह वास्तव में समीकरण 4 है इसलिए समीकरण 2 b और 4 से मतलब इस समीकरण से यह समीकरण 2 b है और यह समीकरण 4 है आपको Vr ZrrIf प्राप्त होगा